इसलिए हम पिछली कक्षा में करंट ट्रांसफॉर्मर के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने वास्तव में जो कहा था वह यह था कि अगर हमारे पास इस तरह से एक तार है जिसके माध्यम से मैं वास्तव में मापना चाहता हूं कि करंट का मान क्या है और क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मान है तो मैं इसके चारों ओर एक ट्रांसफार्मर लगाना चाहूंगी लेकिन ट्रांसफार्मर में केवल सेकेंडरी वाइंडिंग है और जिस तार के माध्यम से मैं करंट को मापना चाहता हूं उसे प्राइमरी वाइंडिंग के रूप में लिया जाएगा इसलिए मैं कुछ इस तरह से घूमने जा जा रही हूँ इसलिए मेरे चारों ओर भारी संख्या में टर्न हैं और फिर अगर मैं इस प्रवाह को देख रही हूँ तो अगर मैं कहती हूँ कि यह A है और मेरे पास इसे 1 A मोड़ के रूप में जबकि यह टर्न मिलते है तो मुझे करंट में 1 A के रूप में बाहर आ रही है मिलती है अगर मुझे लगता है कि करंट अनुपात ठीक से बनाए रखा गया है लेकिन उसी समय संयोग से अगर मैंने उसे काफी बड़े प्रतिरोध से जोड़ दिया था तो जो वास्तव में वहां वोल्टेज अनुपात भी ठीक बना रहेगा तो अगर मैं कहती हूँ कि यह A और 1 kV है या ऐसा कुछ है तो मुझे जो मिलेगा वह kV होगा अगर मैं इसे ओपन सर्किट पर रख रही हूँ क्योंकि मुझे मिलने जा रहा है यह एक ट्रांसफार्मर में सामान्य संबंध है और अगर मैं इस वोल्टेज कॉइल को सेकेंडरी कॉइल को ओपन सर्किट के रूप में रख रही हूँ तो मेरे पास वोल्टेज अनुपात का भी पालन किया जाएगा या यदि मैं काफी बड़े प्रतिरोध को जोड़ती हूँ तो मैं अनिवार्य रूप से वोल्टेज अनुपात का पालन करने जा रही हूँ यदि वोल्टेज अनुपात का पालन किया जाता है तो यहां से क्या होगा kV है तो kV बन जाएगा लेकिन करंट ट्रांसफार्मर के साथ मेरा क्या मतलब है केवल करंट को मापना है मैं नहीं चाहती कि वास्तव में यह बड़ा ऊपर वोल्टेज आए मुझे उस बड़े वोल्टेज में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और इतना ही नहीं कि जो बड़ा वोल्टेज आ रहा है वह इन्सुलेशन को तोड़ देगा अगर मैंने वास्तव में सेकेंडरी को बड़े वोल्टेज के अनुरूप नहीं बनाया है जो कि मैं नहीं करुँगी आम तौर पर मैं डिजाइन नहीं करुँगी एक करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी एक बड़े वोल्टेज के अनुरूप है क्योंकि यह केवल करंट ओं को मापने के लिए है करंट का मान नीचे ले जाने और करंट को मापने के लिए है तो यह अनिवार्य रूप से इन्सुलेशन के टूटने का कारण बनने वाला है इस बात से बचने के लिए कि मुझे या तो सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट की जरूरत है या बहुत छोटे प्रतिरोध को कनेक्ट करना है छोटा प्रतिरोध वास्तव में शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा यह शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा जो वास्तव में बनाने वाला है आप वोल्टेज जानते हैं इस प्रतिरोध के सापेक्ष मिलने वाला है वह मेरा I है इसलिए मैं इससे बाहर हो रहा हूं वोल्ट्स इसलिए अगर मैं इस वोल्टेज को मापती हूं तो नोनरेसिस्टैंस से विभाजित करने पर मुझे करंट का मान जो भी है बिल्कुल मिल जाएगा इसलिए करंट ट्रांसफॉर्मर मुझे करंट को स्टेप डाउन करके करंट मापने की अनुमति देता है यदि मैं इसे एक ओपन सर्किट के रूप में रखती हूँ तो प्रक्रिया वोल्टेज को ऊपर ले जाएगा इसलिए मैं करंट ट्रांसफार्मर को किसी भी स्तर पर ओपन सर्किट की स्थिति में नहीं रख सकती कभी भी करंट ट्रांसफार्मर को ओपन सर्किट की स्थिति में न रखें इसी तरह कभी भी एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किट न करें ये दोनों वस्तुतःवो नियम हैं जो आप लोगों को जब भी आप CT या PT का उपयोग कर रहे हैं तो उसका पालन करना होगा प्रोफेसर हाँ छात्र सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज kV हो सकता है और इसे लागू किया जा सकता है प्रोफेसर 1000 kV हाँ छात्र और करंट है लेकिन क्या हम कम प्रतिरोध कर सकते हैं प्रोफेसर कम प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट जितना अच्छा है तो वस्तुतः मुझे Ω या या जो भी हो कम प्रतिरोध फिर से आधार इम्पीडेन्स की तुलना में है आप इसे आधार इम्पीडेन्स के साथ तुलना करेंगे और आधार इम्पीडेन्स की तुलना में यह या या ऐसा ही कुछ होना चाहिए इसलिए यह शॉर्ट सर्किट जितना ही अच्छा है छात्र क्या हम ओम के नियम का पालन कर सकते हैं जैसे कि हम वोल्ट का उपयोग कर सकते हैं प्रोफेसर देखिए बात यह है कि आप वास्तव में ट्रांसफार्मर को वोल्टेज अनुपात का पालन करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं जैसे मैंने आपको कैसे बताया कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर में यह अमान्य है करंट ट्रांसफार्मर में यह अमान्य है क्योंकि मैं शॉर्ट सर्किट यह करने जा रही हूँ क्योंकि 0 बन जाता है इससे कोई मतलब नहीं है इसलिए आपको मूल रूप से मिलने जा रहा है जो करंट ट्रांसफार्मर के मामले में बिल्कुल मान्य नहीं है इसलिए मैं सिर्फ फिर से कहना चाहूंगी हमने एक ट्रांसफॉर्मर के ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट और एक ट्रांसफॉर्मर के ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में ही बात की है मान्य है का कोई सवाल नहीं है क्योंकि उसी तरह शार्ट सर्किट की स्थिति एक ट्रांसफार्मर के लिए है जिसके लिए केवल मान्य है जिसको के बराबर नहीं किया जा सकता है यह मान्य नहीं है क्योंकि केवल बात यह है कि आम तौर पर हम करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर में एक समस्या के रूप में कहते हैं कि रैखिकता को बनाए नहीं रखा जा सकता है विशेष रूप से तब जब आप करंट के बहुत कम मानों पर आते हैं और वोल्टेज का कम मान एक करंट ट्रांसफार्मर में और वोल्टेज ट्रांसफार्मर में क्रमश हिस्टैरिसीस के कारण से संतृप्ति घटना के कारण से बहुत उच्च मान पर आप संतृप्ति का सामना कर सकते हैं बहुत कम मान पर आप हिस्टैरिसीस घटना का सामना कर सकते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के कुछ प्रतिधारण की मात्रा होगी जिसके कारण जब आप बहुत कम करंट लगा रहे होते हैं तब भी आपको पता चल सकता है कि आप उसी दिशा में जा रहे हैं या विपरीत दिशा में वापस आ रहे हैं या नहीं जब आप अत्यधिक बड़े मानों या अत्यंत छोटे मानों के बारे में बात करते हैं तो आपको करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर में सटीक रैखिकता नहीं मिल सकती है अत्यधिक बड़े मानों पर आप संतृप्ति का सामना कर सकते हैं बहुत छोटे मूल्य पर आप हिस्टैरिसीस देख सकते हैं तो दोनों मामलों में देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर रैखिक क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है लेकिन सामान्य तौर पर इन CT और PT का उपयोग आमतौर पर बिजली प्रणाली के माप और उपकरण में किया जाता है जहां करंट के हजारों एम्पीयर सामान्य रूप से आप जानते हैं और हजारों वोल्टेज का सामना कर रहे हैं विशेष रूप से जब आप शक्ति की एक बहुत बड़ी क्षमता का संचार कर रहे होते हैं तो हम 765 KV 400 KV और इतने पर जा सकते हैं तो उन मामलों में माप वास्तव में मुश्किल हो जाते हैं जब तक कि आपके पास वोल्टेज ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर न हो इसलिए मैं अभी तीन फेज में उल्लेख नहीं कर रही हूँ दो विषय मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर में लंबित हैं एक तीन फेज ट्रांसफार्मर है एक और अंत में मैं यह करना चाहूंगी कि यदि समय है ट्रांसफार्मर का समानांतर संचालन है तो यह है कि अगर मेरे पास कुछ क्षमता अचानक बढ़ गई है तो हम कहें कि हम खुद LHC के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए दो विषय लंबित हैं एक ट्रांसफार्मर का समानांतर संचालन है अन्य एक तीन फेज ट्रांसफार्मर है Professor student conversation starts छात्र जब आवृत्ति बढ़ती है तो ट्रांसफार्मर का आकार कम क्यों होगा प्रोफेसर जब आवृत्ति बढ़ती है तो ट्रांसफार्मर का आकार कम क्यों होगा यह सवाल है इसलिए अगर मैं कहती हूँ कि मैं ट्रांसफार्मर की तुलना कर रही हूँ तो निश्चित रूप से एक अन्य है मैं इन दो ट्रांसफार्मर के आकार की तुलना करने जा रही हूँ दोनों ही मामलों में number of turns मिलने जा रहा है Professor student conversation ends अब यदि मैं पहले मामले में फ्लक्स को देखती हूँ हर्ट्ज के अनुरूप होगा मैं इसे के रूप में कहती हूँ जबकि kHZ के अनुरूप होगा इसलिए स्पष्ट रूप से जब मैं आवृत्ति प्रवाह बढाती हूँ तो फ्लक्स घट जाती है क्योंकि वह है जो यह तय करता है कि वोल्टेज कितना प्रेरित है इसलिए जब मैं उच्च आवृत्ति पर देखता हूं तो सिकुड़ जाएगा इसलिए मैं फ्लक्स की कम और कम मात्रा के लिए जा सकती हूँ क्योंकि मैं आवृत्ति को और आगे बढाती हूँ जिसका अर्थ है फ्लक्स घनत्व क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र द्वारा को गुणा जो कि मुझे फ्लक्स देता है इसलिए क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को कम किया जा सकता है अगर मुझे लगता है कि मैं उसी सामग्री का उपयोग कर रही हूँ जिसका फ्लक्स घनत्व तय हो गया है कि मात्रा किसी के लिए भी फिक्स है इसलिए अगर मैं किसी विशेष सामग्री का उपयोग कर रही हूँ तो मैं kHz के लिए सकती हूँ कि हूं मैं निश्चित रूप से छोटे क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र का चयन कर सकती हूँ इसलिए मुझे इस मामले में कहने में सक्षम होना चाहिए अगर मैं कहती हूँ तो यह होगा तो की तुलना में बहुत छोटा होने जा रहा है इसलिए यदि क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र घटता है तो स्वचालित रूप से कोर आकार कम हो जाएगा मैं मान सकती हूँ कि कोर का आकार भी कम हो जाएगा यही कारण है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जनरेटर उन सभी चीजों को देखते हैं जो सभी वायुयानों में काम करते हैं तो वे सभी हर्ट्ज पर काम करेंगे वे हर्ट्ज पर काम नहीं करेंगे हम इसे कहीं भी प्रसारित नहीं कर रहे हैं यह विमान के भीतर ही है तो हमारे पास जनरेटर हो सकता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो सकता है वे सभी सामान्य रूप से बहुत अधिक आवृत्ति पर काम करने जा रहे हैं ताकि वे छोटा हो और अंतरिक्ष विमान और सभी में एक प्रीमियम पर है इसलिए जब आप एयरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम में जा रहे हों तो आप जितना संभव हो उतना कम आकार लेना चाहते हैं इसलिए वे सभी उच्च आवृत्तियों पर काम करने जा रहे हैं हर्ट्ज पर नहीं तो यह विशेष प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस प्रकार है kVA V की अधिकतम दक्षता हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और UPF में तीन चौथाई पूर्ण लोड पर होता है इसलिए लोड का तीन चौथाई सबसे पहले मैं कह कह सकती हूँ यह भार का तीन चौथाई है और एकता शक्ति कारक का अर्थ है पावर फैक्टर है तो यह केवीए से गुणा किया जा रहा है जो कुछ भी लोड की स्थिति को पावर फैक्टर द्वारा गुणा किया जाता है यह वही है जो हमें मिला है और यह आउटपुट है यह आउटपुट है क्योंकि हम तीन चौथाई लोड की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यह आउटपुट होने जा रहा है तो यह मेरा आउटपुट kW है इसलिए इनपुट ऐसा होग क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है मुझे याद है कि कुछ या कुछ है जो मैंने गणना की है वह मुझे याद है इसलिए यह है यह दक्षता है इसलिए यह इनपुट शक्ति होगी जो भी दक्षता से विभाजित आउटपुट है वह मुझे इनपुट पावर देगा अब एक बार जब मुझे इनपुट पावर और आउटपुट पावर मिल जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि लॉस इनपुट माइनस आउटपुट के बराबर होगा इसलिए मुझे इस बात की गणना करने में सक्षम होना चाहिए कि लॉस क्या हैं अब अधिकतम दक्षता स्थिति के तहत सही अधिकतम दक्षता स्थिति के तहत तो यह वास्तव में होगा क्योंकि कुल लॉस केवल आयरन लॉस और कॉपर लॉस माना जाता है यदि वे समान हैं तो मुझे कुल लॉस चाहिए जो भी अधिकतम दक्षता स्थिति में से विभाजित होता है मुझे आयरन लॉस और कॉपर लॉस देगा लेकिन कृपया ध्यान दें कि यह कॉपर लॉस पर है क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि अधिकतम दक्षता प्रतिशत रेटेड लोड पर होती है इसलिए जो मुझे यहां मिला है मुझे कहना चाहिए कि एक निरंतर समस्या नहीं है लेकिन रेटेड लोड पर होगा जो कुछ भी मुझे यहां मिल रहा है मुझे कॉल करना है यह या ऐसा ही कुछ है इसलिए क्योंकि किसी भी लोड की स्थिति में कॉपर लॉस यदि रेटेड स्थिति में कॉपर लॉस के वर्ग से गुणा है तो मैं सिर्फ एक ही अभिव्यक्ति का उपयोग कर रही हूँ तो अब मुझे मिल गया है जो कि कॉपर लॉस का मूल्यांकन किया गया है मुझे मिला है कि आयरन लॉस का मूल्यांकन क्या है आगे क्या पूछा जा रहा है यदि इम्पीडेन्स 10 प्रतिशत है तो पावर फैक्टर लैगिंग के लिए पूर्ण भार पर रेगुलेशन की गणना करें मुझे जो मिला है वह कॉपर लॉस है यदि मुझे कॉपर लॉस हुआ है तो हमने प्रति यूनिट माप के लिए कुछ समय पहले जो लिखा था मुझे कहना चाहिए वास्तव में मुझे देंगे क्योंकि यह अनिवार्य रूप से है वह जो है मैं अंश को I से गुणा कर रही हूँ और भाजक को भी से फिर मुझे हर उस सिस्टम पर रेटेड केवीए जो kVA है और सबसे ऊपर जो मिल रहा है मैं उसे प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए जो खुद है कॉपर लॉस का दर्जा दिया है तो यह वास्तव में होने जा रहा है और जो दिया गया है इसलिए एक बार मुझे यह मिल जाए तो मुझे कहना चाहिए बेशक मुझे इसे से गुणा करना होगा अगर मुझे प्रतिशत में सब कुछ चाहिए तो मुझे से गुणा करना होगा तो यह मुझे देगा जो है कृपया ध्यान दें कि यह है शायद मैंने सब कुछ प्राइमरी साइड से लिया है यह भी इसी तरह होगा इसलिए अब अगर मैं रेगुलेशन चाहता हूं तो मैं अभिव्यक्ति लिख सकता हूं चाहता हूं तो मैं अभिव्यक्ति लिख सकता हूं अब मैं कह सकता हूं कि यह है मुझे वह सीधे मिला इसलिए मैं सीधे लिख सकता हूं बस इतना ही तो यह पर यूनिट या प्रतिशत अभिव्यक्ति प्रतिरोध प्रतिक्रिया और इतने पर और आगे की अभिव्यक्ति पर आधारित है प्रोफेसर देखिए अगर मैं प्राइमरी साइड से ले रही हूं मुझे बेहतर रहता अगर प्राइमरी साइड से भी ले अगर मैं सेकेंडरी साइड से लेती हूँ तो बेहतर है कि मैं सेकेंडरी साइड से भी लूँ लेकिन जब हम इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सेकेंडरी साइड से और ले रही हूँ या अगर मैं सेकेंडरी साइड से ले रही हूँ इसलिए यह सेकेंडरी साइड पर अनिवार्य रूप से से होगा जो बहुत अधिक के बराबर होगा अगर आप इसे प्राइमरी साइड को से विभाजित की गई गणना के अनुसार कह सकते हैं प्राइमरी साइड पर ही Professor student conversation ends तो प्रतिशत गणना यदि आप करते हैं दोनों ओर से यह अनिवार्य रूप से एक दूसरे के साथ रद्द हो जाएगा क्योंकि जिस क्षण आप लिखते हैं यह आपको या तो प्राइमरी साइड से या सेकेंडरी साइड से देता है और जब आप गणना करते हैं आप हमेशा के संदर्भ में इसकी गणना करेंगे तो यदि आप उच्च वोल्टेज साइड के बारे में बात कर रहे हैं तो आप को बड़ा होने जा रहे हैं और यदि आप कम वोल्टेज साइड के बारे में बात कर रहे हैं तो स्वयं छोटा हो जाएगा इसलिए अंततः जब आप प्रतिशत की गणना करेंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा ऐसे ही बनें छात्र लेकिन अगर हम इसे लेते हैं तो उत्तर बहुत अलग होगा उनका सवाल ट्यूटोरियल शीट में 6th समस्या के बारे में है वे कहते हैं कि जब हम वास्तव में फेजर डायग्राम को बनाते हैं यदि आप ट्रांसफार्मर के लिए याद कर सकते हैं तो हमने लिखा है कि यह है या अगर मैं प्राइमरी साइड से इसके बारे में बात कर रही हूँ और कहूं कि मेरी करंट है तो यह पावर फैक्टर एंगल है तो मुझे इस रूप में लिखना चाहिए और यह लोड पावर फैक्टर कोण है और अगर हम कह रहे हैं कि यह होने जा रहा है और मुझे मिलने वाला है अब हमें जो कुछ मिल रहा है वह कुछ इस तरह है यह वही है जो है इसलिए और दोनों में से कोई भी ठीक है यह रेगुलेशन है और जब हमने वास्तव में गणना की तो हमने कहा कि हम इस लंबवत भाग की उपेक्षा कर सकते हैं इसी तरह हमें अभिव्यक्ति मिली यह लगभग नियमन है इसलिए वह जो कहना चाह रहे हैं वह यह है कि यदि हम उस ऊर्ध्वाधर घटक की उपेक्षा करते हैं जो मैंने दिखाया है तो यह विशेष रूप से ऊर्ध्वाधर घटक यदि हम उपेक्षा करते हैं तो हम रेगुलेशन मान को अलग होने के लिए प्राप्त कर रहे हैं निश्चित रूप से यदि आप उस ऊर्ध्वाधर घटक की उपेक्षा नहीं करते हैं तो यह अधिक सटीक होगा लेकिन अधिकांश बार ऐसा होता है कि आप नगण्य जानते हैं शायद इस मामले में ऐसा होता है कि यह नगण्य नहीं है इसलिए किसी भी तरह से यदि आप इसकी गणना करते हैं तो आपको उचित भार दिया जाना चाहिए यही सब मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए जब तक आप जानते हैं कि कार्यप्रणाली सही है तब तक उत्तर के बारे में बहुत परेशान न हों और जब हम किसी चीज की उपेक्षा करते हैं या जब हम किसी चीज की अनुमानित करते हैं तो हम व्यावहारिक स्थितियों को देखते हैं लेकिन अधिकांश समय समस्याओं में दिए गए मूल्य व्यावहारिक नहीं होते हैं तो कभी कभी यह वास्तव में कुछ कठिनाई को जन्म दे सकता है मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रमुख पावर फैक्टर वास्तव में आपको वोल्टेज में कमी के बजाय वोल्टेज में वृद्धि क्यों देता है कृपया प्रमुख पावर फैक्टर स्थिति के अनुरूप फेजर डायग्राम को बनाने का प्रयास करें या यदि हम अग्रणी पावर फैक्टर स्थिति के लिए फेजर डायग्राम को जल्दी से बना लेते हैं तो शायद यह मेरा है यदि लीडिंग पावर फैक्टर है तो शायद मैं इस तरह का करंट लगाने वाली हूँ यह लोड पावर फैक्टर एंगल है तो मुझे मिलने वाला है यहाँ कहीं और हो सकता है यहाँ कहीं है इसलिए मुझे जो मिलने वाला है वह कुछ इस तरह है यह वही है जो मेरा अंतिम मान है और आप उस और देख सकते हैं लगभग तुलनात्मक लंबाई के होते हैं यदि आप x को अधिक अंदर की ओर रखते हैं तो वास्तव में आपका यहां तक कि सभी की अपेक्षा में छोटा होता है जिसका अर्थ है कि लागू वोल्टेज सेकेंडरी साइड की तुलना में छोटा या थोड़ा कम होता है अगर यह ट्रांसफॉर्मर है तो मैं बात कर रही हूँ कि यह ट्रांसफॉर्मर है तो आप कह सकते हैं कि कैपेसिटिव वोल्टेज कैपेसिटिव लोड सामान्य रूप से सेकेंडरी तरफ आने वाले वोल्टेज को बढ़ाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर के भीतर स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी होता है वह इंडक्टिव नेचर का होता है इसलिए कपसिटंस उसे निरर्थक कर देती है स्वाभाविक रूप से ट्रांसफार्मर की बाधा इंडक्टिव नेचर की होती है और वोल्टेज विनियमों के लिए स्थितियां हैं जहां अधिकतम रेगुलेशन होता है और जहां न्यूनतम रेगुलेशन होता है आप स्थापना को भी प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं जब आप लिखते हैं कि रेगुलेशन है तो आप किस बिंदु पर कह सकते हैं आप इसे प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं और यह आपको स्पष्ट रूप से यह बताने में सक्षम होगा कि किस बिंदु पर वोल्टेज रेगुलेशन न्यूनतम है और किस बिंदु पर वोल्टेज रेगुलेशन अधिकतम है पूरे दिन की दक्षता केवल इसके लिए की जाती है इसलिए इसकी गणना केवल वितरण ट्रांसफार्मर के लिए की जाती है देखें अगर यह एक बिजली ट्रांसफार्मर है तो मैंने आपको बताया कि बिजली ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से हर समय 100 पर लोड होता है क्योंकि जनरेटर पूरी शक्ति उत्पन्न करेगा या इसे बिल्कुल चालू नहीं किया जाएगा यही है तो अगर यह पूरी शक्ति पैदा कर रहा है तो ट्रांसफार्मर भी पूरी शक्ति से काम करेगा इसलिए जनरेटर ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि यह हमेशा 100 लोड पर अधिकतम दक्षता होगी जबकि वितरण ट्रांसफार्मर में हमेशा परिवर्तनशील भार होता है क्योंकि इसमें परिवर्तनशील भार होता है यह कहना बहुत मुश्किल होता है कि आप यह जान सकते हैं कि आपको अधिकतम दक्षता के लिए इसे किस बिंदु पर डिजाइन करना है तो यही कारण है कि आप आम तौर पर जब आप एक वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करना चाहते हैं तो आप वितरण क्षेत्र में उस क्षेत्र में लोड प्रोफ़ाइल को देखते हैं और यदि लोड प्रोफ़ाइल 12 घंटे के लिए एक दिन में 24 घंटे से बाहर कहती है तो यह है 65 लोड पर काम करने जा रहा है तो आप एक ट्रांसफार्मर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जिसमें लोड पर अधिकतम दक्षता होगी यह है कि आप आमतौर पर एक ट्रांसफार्मर के लिए पूछते हैं जब आप जाते हैं और वितरण प्रणाली में स्थापित होने के लिए ट्रांसफार्मर खरीदते हैं इसलिए वितरण ट्रांसफार्मर के लिए पूरे दिन की दक्षता की गणना ऊर्जा दक्षता पर की जाती है इसलिए यह अनिवार्य रूप से है यह सामान्य रूप से पूरे दिन की दक्षता है इसलिए अगर हम कहें कि एक ट्रांसफार्मर घंटे के लिए लोड पर जा रहा है जो कि यूनिटी पावर फैक्टर है तो शायद यह लोड पर होने जा रहा है जब आप पावर फैक्टर लैग में घंटे जानते हैं और बाकी के लिए कई बार यह बिना किसी लोड के होने वाला है उदाहरण के लिए इसलिए हमें केवल घंटे मिले हैं और फिर घंटे यह बिना किसी लोड के है जो वास्तव में एक आपराधिक तरीका है लेकिन ऐसा होता है कि आप अनिवार्य रूप से गणना करने जा रहे हैं कि प्रत्येक के लिए किलोवाट आउटपुट क्या है अवधि या हर बार दिए गए अंतराल पर आपको गणना करनी होगी उस समय के दौरान आपको स्वयं किलोवाट आउटपुट आयरन लॉस की गणना करनी होगी जो उस लोड के अनुरूप तांबा नुकसान जो भी एक स्थिर प्लस होगा वह भी आपको हर अवधि के लिए गणना करना होगा तो यह आपको इनपुट देगा इसलिए यह हर अवधि के लिए इनपुट होगा बहुत स्पष्ट रूप से इसे x वर्ग से गुणा करना होगा यदि x लोड का अंश है इसी तरह आउटपुट को हमेशा पावर फैक्टर के साथ गुणा करना पड़ता है अगर यह एकता पावर फैक्टर के अलावा कुछ भी हो इसलिए अगर मुझे 5 घंटे के लिए दिया जाता है तो यह पावर फैक्टर लैग में लोड के साथ काम कर रहा है तो मुझे ट्रांसफॉर्मर की क्षमता को गुणा करना होगा जो कि गुणा से है इसलिए यह वास्तव में मुझे जो हैं सभी कुल इनपुट देगा और यहाँ यह मुझे कुल आउटपुट देगा लेकिन मुझे हर चीज के लिए कहना चाहिए तो मुझे किलोवाट घंटा मिलेगा फिर इसी तरह और इसी तरह यह कुल आउटपुट किलोवाट घंटा होगा जो कि कुल आउटपुट kWh होगा तो तो मुझे मिलना चाहिए यह वही है जो पूरे दिन की दक्षता है छात्र मैम ऑटो ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो प्रकार के 3403 हो सकते हैं जैसे अगर हमारे पास एक कॉइल पर इनपुट है और अगर हमारे पास दूसरे कॉइल पर इनपुट है तो पावर इनपुट अलग होगा दोनों स्थितियों में प्रोफेसर चलो फिर से अगर स्टूडेंट आउटपुट दो मामलों में अलग अलग होगा जैसे अगर हमारे पास एक ऑटो ट्रांसफार्मर में दो कॉइल हैं प्रोफेसर हाँ ऑटो ट्रांसफार्मर जो दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से बनाया गया है सही है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं लेकिन दोनों विंडिंग्स को एक ही kVA के लिए स्पष्ट रूप से रेट किया गया है अब आप उन्हें सीरीज़ में जोड़ने जा रहे हैं इसलिए अगर मैं उन्हें इस तरह से जोड़ रही हूँ तो मैं उन दोनों में से आउटपुट प्राप्त करने जा रही हूँ या जो भी स्टूडेंट वो दोनों प्रोफेसर वे दोनों एक साथ हैं इसलिए आप केवल यहाँ वोल्टेज लागू करना चाहते हैं लेकिन आप यहाँ और यहाँ से आउटपुट लेना चाहते हैं यह आउटपुट है जबकि यह इनपुट है यह वही है जो आप के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है इसलिए फिर से आओ में आवेदन करती हूँ तो दो मामले हो सकते हैं दो मामले हो सकते हैं और कहीं कहीं दो संभावित उत्पादन हो सकते हैं प्रोफेसर हाँ लेकिन आपको एक स्थिति स्पष्ट रूप से दी गई है जब आप गणना करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप किसी दिए गए स्थिति के लिए गणना कर रहे हैं इसलिए अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि यह ट्रांसफार्मर है और मैं इनपुट में Vलगा रहा हूं और मैं आउटपुट पर V प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ इस शर्त पर कि मैं kVA के रूप में क्या गणना करती हूँ से भिन्न होगा यदि इनपुट के रूप में V लागू कर रही हूँ और मैं आउटपुट के रूप में वोल्ट प्राप्त करने का प्रयास कर रही हूँ तो यह समान नहीं होगा यह अलग होगा इसलिए आपको kVA रेटिंग प्राप्त करने के लिए एक स्थिति दी जानी चाहिए उस दी गई स्थिति के तहत आपको प्राप्त करना होगा तो यह मनमाने ढंग से एक अनूठा जवाब नहीं होगा किसी दिए गए स्थिति के लिए आपको एक विशेष उत्तर मिलेगा छात्र वाइंडिंग समय यह होगा प्रोफेसर देखिए हम अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाइंडिंग करंट निर्धारित मान से अधिक न हो यही सब है यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि करंट मान से अधिक नहीं हैं अर्थात यह इससे अधिक कुछ नहीं है छात्र एक kVA छात्र एक kVA छात्र वोल्ट पर हर्ट्ज प्रोफेसर V Hz छात्र सिंगल फेज ट्रांसफार्मर V की आवश्यकता वाले एक ऑटो ट्रांसफार्मर आपूर्ति लोड के रूप में जुड़ा हुआ है जब की केवीए रेटिंग छात्र और वाइंडिंग करंट भी प्रोफेसर kVA रेटिंग और वाइंडिंग करंट के रूप वरिएक के रूप में ठीक है तो यह प्रश्न स्पष्ट रूप से आप लोगों के लिए अभ्यास के प्रश्नों में से एक के रूप में दिया गया है इसलिए यह ऑटो ट्रांसफार्मर पर है यह कहता है कि kVA Hz सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए V से V आउटपुट की आवश्यकता होती है इनपुट यह V का इनपुट हो सकता है यह दिया जाना है अगर यह नहीं दिया गया तो आपको कठिनाई होने वाली है यह स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए कि क्या आप इसे V इनपुट या V इनपुट से प्राप्त कर रहे हैं उनमें से एक को सुनिश्चित करने के लिए दिया जाना है तो चलिए शायद हम आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं कि यह V का इनपुट है इसलिए मेरे पास V है तो यह V है और हम जो दे रहे हैं वह V का इनपुट है और हम सेकेंडरी साइड के रूप में जो कर रहे हैं वह यह है V यह V है इसलिए हमें जो मिला है वह V है ठीक है अब kVA ट्रांसफार्मर की रेटिंग के रूप में दिया जाता है इस तरफ करंट कितनी है यह A होगी इसलिए यह A होना चाहिए ट्रांसफार्मर को ओवरलोड किए बिना आपA प्राप्त कर पाएंगे सही और अब कुल मिला कर जो मुझे मिल रहा है तो कितना है kVA जिससे हमें यह गणना करने में सक्षम होना चाहिए कि यहां करंट क्या है इसलिए यह है कितना छात्र 140 प्रोफेसर तो यह A है इसलिए अगर यह है तो इसका मतलब भी होना चाहिए यह A है इसलिए इसे A होना है इसलिए उम्मीद है कि जो कुछ भी है उसके साथ मेल खाता है प्राइमरी साइड में भी kVA रेटिंग है तो आपको स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि आप किस तरह के स्रोत का पालन कर रहे हैं जिसे आपको देना है अगर वह नहीं दिया जाता है तो यह काम नहीं किया जा सकता है मैंने इसे पुस्तकों में से एक से लिया था और तब मेरे पास कुछ समस्याएं थीं जो NPTEL में हैं मैंने देखा था कि NPTEL में ऑटो ट्रांसफार्मर पर बहुत अच्छी समस्याएं हैं NPTEL पाठ्यक्रम में एक खंड पूरी तरह से ऑटो ट्रांसफार्मर पर है आईआईटी मद्रास से एक है आईआईटी खड़गपुर से भी एक है और यह बहुत अच्छा है समस्याएं बहुत अच्छी हैं इसलिए आप उन पर भी एक नज़र डाल सकते हैं क्योंकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर पर कई पुस्तकों में बहुत अधिक समस्याएं उपलब्ध नहीं हैं इसलिए इस अर्थ में कि अगर आप एक बार देखने का प्रयास करते हैं तो आपको इसका कुछ मान पता चल सकता है